इंडस्ट्री 40 के लिए विभिन्न तकनीकी विचार हैं जिनकी आवश्यकता है एक चीज जिसे अक्सर गंभीरता से नहीं देखा जाता है लेकिन इंडस्ट्री 40 अनुपालन के लिए हमारे दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉलेज बेस से प्राप्त किया जा सकता है तो यह नॉलेज बेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो हम इनमें से कुछ विशेषताओं को देखते हैं अगले थोड़े समय में इनमें से प्रत्येक के बारे में ज्यादा जानकारी देखेंगे तो एक सहयोग मंच क्या है इसलिए मूल रूप से हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो एक सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जो एक सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जो कर्मचारियों को जानकारी साझा करने और कुछ व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए मदद करता है इसलिए कर्मचारी एक सहयोग मंच का उपयोग करके आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के कर्मचारी इन सहयोग प्लेटफॉर्मस के उपयोग के आधार पर दूसरे इंडस्ट्री के कर्मचारियों के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं और यह बात आप सामान्य और अलग अलग परिदृश्यों को विस्तारित कर सकते हैं इसी तरह इसलिए सहयोग मंच अनिवार्य रूप से उन प्लेटफॉर्मस और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के नवीकरण के लिए व्यवसाय संचालन में इसे शामिल करेंगे और भविष्य में इन व्यवसाय प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करेंगे तो यह सब करने में एक सहयोग मंच मदद करेगा तो एक सहयोग मंच क्या है सहयोग प्लेटफॉर्मस व्यावसायिक उपयोग के प्रावधान के साथ प्रावधान के साथ संयुक्त और एकीकृत है लेकिन फिर आपको किसी प्रकार के मंच की आवश्यकता है तो आपको किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है जिसे मौजूदा उत्पादों या नए उत्पादों के साथ एकीकृत किया जा सकता है जिन्हें विकसित किया जा रहा है या इंडस्ट्री में अधिग्रहण और प्रत्यारोपित किया जा रहा है इसलिए व्यापार सहयोग प्लेटफॉर्मस में उपयोग किया जाता है तो यह एक वेब आधारित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफार्म है जो प्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया गया है और फिर यह मंच मूल रूप से कर्मचारियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में उत्पादन प्रक्रिया में प्रोजेक्ट डिलीवरी में सहयोग और सुधार करने में मदद करता है तो यह एक सहयोग मंच का एक उदाहरण है अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह सहयोग मंच कैसे काम करने वाला है इसलिए हम एक सहयोग मंच के बारे में बात कर रहे हैं यह सहयोग मंच ज्ञान इकट्ठा करने ज्ञान एकत्र करने में मदद करेगा तो इस ज्ञान का उपयोग ज्ञान मैनेजमेंट में किया जाएगा तो मूल रूप से अनिवार्य रूप से यह क्या हो रहा है यह सहयोग मंच मदद कर रहा है या यह ज्ञान मैनेजमेंट को सक्षम कर रहा है इसलिए यह ज्ञान मैनेजमेंट विभिन्न इंडस्ट्री एजेंटों के लिए महत्वपूर्ण है अन्य इंडस्ट्री एजेंट आपस में जानकारी साझा कर रहे होंगे और वे व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे होंगे तो इसी तरह से यह सहयोग मंच काम करता है और यह इसके ज्ञान मैनेजमेंट पहलू से इसी तरह जुड़ा हुआ है इसलिए अनिवार्य रूप से यह हो रहा है कि विचार उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से है इन व्यवसाय निर्माण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना है और इसलिए इंडस्ट्री 40 के समग्र उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कह रहे हैं कि इन सहयोग प्लेटफॉर्मस को उपयोगी पाया जाएगा इसलिए सहयोग उत्पादकता में सुधार होने जा रहा है वृद्धि होने जा रही है इसलिए सहयोग उत्पादकता में वृद्धि के चार अलग अलग पहलू हैं और यह विभिन्न प्रमुख भागों जैसे आईटी सत्य का एकल स्रोत औद्योगीकरण और समन्वय की सहायता से सक्षम किया जाएगा मान लें कि हम अगले कुछ मिनटों में इनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से थोड़ा और विस्तार से देखते हैं आईटी के लिए आईटी प्रसार इसलिए मूल रूप से जो हुआ है जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटर कम्प्यूटेशनल को वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी वैश्विक सूचना प्रणालियों पर विचार और बढ़ावा देना आवश्यक है इसलिए भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है कम्प्यूटेशनल उच्च गति कम्प्यूटेशनल क्षमता में वृद्धि हुई है और वे दिन प्रतिदिन और भी अधिक बढ़ रहे हैं इसलिए इस आईटी प्रसार ने मूल रूप से कम्प्यूटेशनल प्लेटफॉर्म के निर्माण में मदद की है जो सहयोग मंच के साथ आने के लिए आवश्यक होगा सत्य के एकल स्रोत का मतलब है कि हम एक एकल भंडार के बारे में बात कर रहे हैं जहां सभी डेटा तत्व को एक बार भंडार करने में मदद करेगा इसलिए सत्य के इस एकल स्रोत को सही निर्णय लेने के लिए सही जगह पर सही समय पर सही सॉफ्टवेयर को नियोजित करना चाहिए इसलिए पूरे प्रोडक्ट लाइफसाइकिल के दौरान सत्य के एकल स्रोत को महसूस किया जाना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है औद्योगीकरण तो यह मूल रूप से आभासी दुनिया और भौतिक वातावरण के बीच का अंतर है इसलिए भौतिक वातावरण साइबर भौतिक प्रणालियों का उपयोग करके आभासी दुनिया से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी और ये साइबर भौतिक प्रणालियोंसाइबर फिजिकल सिस्टम कंप्यूटर से लैस हैं इसलिए इन प्रणालियों को सहज और आत्म प्रभावी तत्वों को अपनाने की आवश्यकता होगी तो यह इसका औद्योगीकरण पहलू है और समन्वय मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में एक ही इंडस्ट्री में कई इंडस्ट्री एजेंटों के बीच मजबूत समन्वय हो और इसी तरह ताकि सहयोग उत्पादकता को और भी अधिक बढ़ाया जा सके समन्वय दो चरणों में शुरू किया जा सकता है पहले चरण में हम एक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं जो समग्र लक्ष्य के साथ संचार करता है और दूसरे में विकेंद्रीकृत प्रणाली में निर्णय निर्माताओं को अधिकार प्रदान करता है इसलिए हम समन्वय के संदर्भ में जिस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं यह कर्मचारियों के विनिमय को प्रोत्साहित करने या विभिन्न कर्मचारियों के बीच स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करके बनाए रखा जाता है क्योंकि विनिमय भौतिक विनिमय की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है यदि हम आपके कर्मचारियों को विभिन्न स्मार्ट उपकरणों से लैस करते हैं सूचना के इस आदान प्रदान को एक ही संगठन के कर्मचारियों या विभिन्न संगठनों के बीच मजबूत समन्वय के लिए बनाए रखा जा सकता है और इसी तरह अब इसके प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट जैसा कि यह नाम बताता है यह शब्द बताता है कि यह वास्तव में इंडस्ट्री में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली शब्दावली है तो यह एक उत्पाद के लाइफसाइकिल के बारे में बात करता है उत्पाद के विचार से उसके प्रविस्तारण तक इन प्रोडक्ट लाइफसाइकिल का उपयोग करके उत्पाद के पूरे लाइफसाइकिल पर कब्जा कर लिया जाता है तो यह प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और मूल रूप से ये PLM सिस्टम काफी लोकप्रिय हैं प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य उत्पाद के राजस्व को अधिकतम करना है उत्पाद से जुड़ी लागत को कम करना और उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना है तो जाहिर है जैसा कि आप समझ सकते हैं ये बहुत ही आकर्षक विशेषताएं हैं जिन्हें इंडस्ट्री 40 की ओर बढ़ने के लिए इंडस्ट्री 40 में दक्षता में सुधार इंडस्ट्री 40 में स्वचालन उद्देश्यों में सुधार के लिए लागू करने की आवश्यकता होगी तो P L M यह P P का मतलब उत्पाद है तो उत्पाद मूल रूप से इंडस्ट्री में केंद्रीय विषय है सब कुछ उत्पादों और प्रक्रियाओं के आसपास संचालित होता है तो P उत्पाद से मेल खाती है जो मूल रूप से इंडस्ट्रीज है

और हम समझ सकते हैं कि यदि आपके पास उत्पाद नहीं है तो आपके पास इसकी सेवाएं नहीं हैं तो हर सेवा मूल रूप से उस उत्पाद से जुड़ी होती है प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट का अर्थ है विचार विचार को स्पष्ट करना विचार को समझना विचार को साकार करना सिस्टम का समर्थन करना जो उत्पाद बनाया गया है और उसके बाद जो बनाया गया है उस उत्पाद को निपटाना या फिर से तैयार करना तो ये पांच अलग अलग भाग हैं किसी भी उत्पाद के लाइफसाइकिल के प्रोडक्ट लाइफसाइकिल में पांच अलग अलग चरण हैं विज़ुअलाइज़ेशन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आइडिएशन से मेल खाता है किसी उत्पाद के संबंध में लोगों के अलग अलग विचार हैं इसलिए वे इस उत्पाद का निर्माण करने की कल्पना करते हैं जो कि आइडियेशन भाग है अगला स्पष्टीकरण है इस विचार को किसी तरह के प्रतिनिधित्व में बदलना है जो मूल रूप से चरण स्पष्टीकरण चरण के माध्यम से कैप्चर किया गया है यथार्थता या अनुभव मूल रूप से पिछले चरण के अंत में है उत्पाद को अपने अंतिम रूप में बनाया जाना है और फिर उपयोग या समर्थन मूल रूप से ग्राहक मूल रूप से उपयोगकर्ता समर्थन चरण में उत्पाद का उपयोग करना शुरू करता है और फिर एक बार इसका उपयोग करने के बाद जब यह कंपनी के लिए उपयोगी नहीं होता है उत्पाद को सेवानिवृत्त होना पड़ता है इसलिए हम इन सभी चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हमें किसी भी उत्पाद के लाइफसाइकिल के विभिन्न चरणों को समझने की आवश्यकता है PLM में M का मतलब मैनेजमेंट है इसलिए प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट M मैनेजमेंट के लिए खड़ा है मैनेजमेंट हम यहां उत्पाद मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां उत्पाद से संबंधित उपकरणों के समन्वय और संस्थान के विचार अलग अलग उद्देश्यों को ठीक करने के लिए आवश्यक हैं और निर्णय लेने की क्षमताओं को लागू करना और नियंत्रण का परिणाम लेना ये PLM के मैनेजमेंट पहलू में अलग अलग महत्वपूर्ण विचार हैं इसलिए PLM के मैनेजमेंट पहलू में संपूर्ण विचार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक उत्पाद अच्छी तरह से काम करता है इसे अपने लाइफसाइकिल में प्रबंधित किया जाता है और मैनेजमेंट गारंटी देता है कि उत्पाद कंपनी के लिए लाभ कमाएगा इंडस्ट्री 40 के संदर्भ में इसे प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए दक्षता प्रभावशीलता स्वचालन में सुधार करना आवश्यक है इसलिए PLM में स्वचालन कुछ ऐसा है जिसे इंडस्ट्रीज सब कुछ एक साथ लेना होगा ताकि इस PLM का स्वचालन की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके इसलिए PLM की यह दक्षता और प्रभावशीलता बाजार में हिस्सेदारी और बाजार के आकार में बढ़ती राजस्व के साथ सुधार करती है ये इंडस्ट्री 40 के लिए PLM के इन व्यावसायिक उद्देश्यों में से कुछ हैं वित्तीय प्रदर्शन जो स्पष्ट रूप से बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने बाजार राजस्व बढ़ाने विकास लागत को कम करने के बारे में बात करता है समय में कमी मूल रूप से परियोजना के समय को कम करना लाभदायक समय को कम करना गुणवत्ता में सुधार घटती दोष दर जिसका अर्थ है कि जिस दर पर जिस दर पर इन विभिन्न उत्पादों में विनिर्माण दोष होने वाले हैं के बारे में बात करता है इसलिए उस दर को कम करने से ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और इसी तरह ये मूल रूप से PLM के व्यावसायिक उद्देश्यों की गुणवत्ता के पहलू में सुधार कर रहे हैं और व्यवसाय के समग्र सुधार में उत्पाद रिलीज में देरी के समय को कम करके 100 कॉन्फ़िगरेशन अनुरूपता सुनिश्चित करना 100 ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार ये सभी इंडस्ट्री 40 के लिए PLM के विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्य हैं इसलिए अगर हम PLM के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है तो आइए इन कुछ अलग पहलुओं पर गौर करें तो आइए इंडस्ट्री 40 के संदर्भ में PLM के दायरे की बात करें तो सबसे पहले आपको उत्पाद को डिजाइन का रूपांतरण और फिर इस उत्पाद को वितरित किया जाएगा इसलिए इन सभी को मूल रूप से इंडस्ट्री 40 उद्देश्यों के अनुपालन के लिए संभव हद तक स्वचालित होना होगा इसलिए हम वापस जा रहे हैं कि PLM का दायरा क्या है तो किसी उत्पाद को अपने लाइफसाइकिल में संभालने के लिए PLM में नौ कंपोनेंट को PLM में एक उत्पाद के लाइफसाइकिल में संभाला जाएगा तो उद्देश्यों और मैट्रिक्स PLM के लिए एक कंपनी का उद्देश्य गुणवत्ता और व्यवसाय में सुधार करना समय कम करना और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना है तो KPI को आमतौर पर KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिन्हें कंपनी में माना जाता है और ये किसी विशेष उत्पाद के विकास की दिशा में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए लक्षित हैं अगली बात मूल रूप से संगठन और मैनेजमेंट की है यहां हम संसाधन मैनेजमेंट पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं और विभिन्न संसाधनों के समग्र मैनेजमेंट संसाधन मैनेजमेंट का मतलब सभी प्रकार के संसाधनों से है सभी प्रकार के संसाधनों उत्पाद बुनियादी ढाँचे मानव संसाधन सहित और सभी प्रकार के संसाधनों के मैनेजमेंट पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए गतिविधियाँ कई उत्पाद उत्पाद से जुड़ी गतिविधियाँ हैं जैसे विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम मैनेजमेंट नए उत्पाद विकास लोग उत्पाद की प्रगति और रखरखाव के लिए शामिल होते हैं उदाहरण के लिए एक व्यापार विश्लेषक एक लागत लेखाकार इसलिए ये अलग अलग लोग हैं और उत्पाद डेटा यह एक प्रमुख संपत्ति है प्रोडक्ट लाइफसाइकिल के दौरान यदि हम गलत उत्पाद डेटा गलत करते हैं आप कहते हैं कि उत्पाद दोष मुक्त है लेकिन हम कहें कि कुछ छोटा या बड़ा दोष है जो उत्पाद में मौजूद है तो यह मिथ्याकरण नहीं किया जाना चाहिए तो फिर उत्पाद स्वयं विफल हो जाएगा और यह बाजार में समस्या का सामना करेगा

उत्पाद डेटा की आवश्यकता होती है जो लोगों को विभिन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ये एप्लिकेशन इन विभिन्न उत्पादों के निर्माण और रखरखाव के लिए लोगों का समर्थन करते हैं उपकरण और सुविधाएं विभिन्न उपकरणों के उपयोग के बारे में बात करने वाले विभिन्न सुविधाओं का उपयोग विभिन्न बुनियादी ढांचे का उपयोग जो पहले से ही इंडस्ट्री में मौजूद हैं और उनकी खरीद कर रहे हैं जो पहले से ही PLM के हर चरण में नहीं हैं तकनीक और विधियाँ लाइफसाइकिल में उत्पादन को परिष्कृत करने के लिए उत्पाद की प्रगति के समय उत्पाद की लागत के माध्यम से कई तरीकों और तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जैसे गतिविधि आधारित लागत समवर्ती इंजीनियरिंग स्थिरता के लिए डिज़ाइन और लाइफसाइकिल का मूल्यांकन व्यवसाय चालक कई नई व्यावसायिक चुनौतियां हैं यदि आपको इंडस्ट्री 40 के उद्देश्य की ओर ध्यान देने के लिए PLM को अपनाना है तो विभिन्न व्यावसायिक चुनौतियां हैं जैसे कि कम या छोटा प्रोडक्ट लाइफसाइकिल इंडस्ट्री 40 के संदर्भ में नए उत्पादों में आउटसोर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस तरह से इन IoT सिस्टम को विकसित किया जाता है यह एक अलग तरह का प्रोडक्ट लाइफसाइकिल है जो इन IoT सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से जो कुछ IoT में हुआ है वह है प्रोडक्ट लाइफसाइकिल कम हो गया है और छोटा हो गया है और बहुत सारी चीजें मूल रूप से बहुत सारे कंपोनेंट हैं कि उत्पाद संरचना भी जटिल हो गई है इसलिए ये इंडस्ट्री 40 में PLM के लिए इन नई व्यावसायिक चुनौतियों में से कुछ हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा गति में वृद्धि मांग में वृद्धि और उत्पाद की गुणवत्ता किसी विशेष व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य चुनौतियां हैं औद्योगिक आवश्यकता आजकल हम विभिन्न इकाइयों की भौतिक उपस्थिति के बारे में बात नहीं करते हैं आभासी उपस्थिति भी हो सकती है भौगोलिक रूप से छितरी जा सकने वाली डिज़ाइन टीमें हो सकती हैं आपूर्ति श्रृंखला खुद ही काफी हद तक आभासी बन गई है और यह इन IoT प्रणालियों को अपनाने की वृद्धि के साथ और भी बढ़ गई है इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न इंडस्ट्री कंपोनेंटों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा इसलिए PLM में आजकल नेट केंद्रित तकनीकों का उपयोग बढ़ा है और इससे न केवल उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार हुआ है बल्कि इसने विकास के मामले में इसे और अधिक जटिल बना दिया है तो इंडस्ट्री 40 के लिए ये 10 चरण दृष्टिकोण हैं जिनका उपयोग PLM के लिए किया जा सकता है नंबर 1 PLM की डेटा निर्माण और विकास रणनीति ब्याज गणना की दर मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयारी कार्यकारी तैयारी और कार्यकारी निर्णय समर्थन यदि आपको इनमें से प्रत्येक के बारे में और अधिक विस्तार से जानने की आवश्यकता है तो इनमें से कई को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश आप अकेले इन नामों से समझ सकते हैं लेकिन अगर आपको और अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता है तो यह वह स्रोत है जो आपको और अधिक विस्तार से समझने में मदद कर सकता है तो आप इन्हें समझने के लिए इस विशेष साहित्य के माध्यम से जा सकते हैं इसलिए इसके साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं तो सहयोग मंच प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट IoT के संदर्भ में उनके स्वचालन में सुधार IIoT इंडस्ट्री 40 बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है लेकिन हमारे दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि हमने इन चीजों को इंडस्ट्री 40 और IIoT पर इस विशेष पाठ्यक्रम में शामिल किया है